आज हम डबल रिफ्रैक्शन से होने वाली पोलराइजेशन के बारे में बात करेंगे हमने दो प्रकार के यूनीएकसीएल क्रिस्टल देखे जो कैल्साइट क्रिस्टल और क्वार्ट्ज क्रिस्टल है डबल रिफ्रैक्शन तब होता है जब लाइट क्रिस्टल में प्रवेश करती है और दो रे में टूट जाती है जिसमें पहली का नाम e ray है और दूसरी का नाम o ray है e ray बायपोलराइज और o ray सिगमा पोलराइज होती है एक बात तो साफ है कि जब अन्पोलराइज लाइट इस क्रिस्टल को प्रवेश करती है तो हम इस अन्पोलराइज लाइट को दो इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट जो आपस में परपेंडिकुलर है से बना हुआ मान सकते हैं तो यह कॉम्पोनेंट अलग होकर e ray और o ray बनाते हैं इनका पोलराइजेशन लिनियर है मतलब इलेक्ट्रिक फ़ील्ड वेक्टर एक निर्धारित दिशा में ही है इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट की दिशा से हमें यह पता लगता है कि वह सिगमा पोलराइज बनेगा या फिर बायपोलराइज बनेगा सिगमा पोलराइज को o ray या इनर Refer Time 0211 और बायपोलराइज को e ray कहते हैं यूनीएकसीएल क्रिस्टल मैं e ray और o ray की गति और इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दिशा में समान होता है इस विशेष दिशा को ऑप्टिक एक्सिस कहते हैं यूनीएकसीएल क्रिस्टल मैं ऐसी विशेष सिर्फ एक ही दिशा होती है जिसे ऑप्टिक एक्सिस कहते हैं इस दिशा में o ray और e ray की गति और इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समान होता है शेष 2 दिशाओं में अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस को z एक्सिस मान ले तो बाकी दो दिशाएं x and y एक्सिस हुई यह दो दिशाएं आइसोट्रॉपिक है इस संदर्भ में आप कह सकते हैं कि आइसोट्रॉपिक का मतलब सामान है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी x और y एक चीज के लिए भी समान होंगी लेकिन ऐसा सिर्फ एक विशेष o ray या e ray के लिए अलग से सच है लेकिन एक साथ o ray और e ray की गति x axis या y axis के लिए अलग अलग होगी O ray और e ray की गति और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिक एक्सिस के लिए सामान होगी लेकिन x axis या फिर y axis के लिए इनकी गति और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा o ray की गति और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों x और y एक्सिस में समान होगी e ray के लिए यह दोनों और o ray से अलग होंगे यहां प्रॉपर्टी का फर्क इसीलिए है क्योंकि हालांकि e ray की गति और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों x और y एक्सिस में समान होगी लेकिन इन दोनों का मान o ray की गति और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अलग होगा यूनीएकसीएल क्रिस्टल चाहे वह कैल्साइट हो या फिर क्वार्ट्ज उसकी ऑप्टिक एक्सिस का विशेष महत्व है क्योंकि यह रेफरेंस एक्सिस है ऐसे क्रिस्टल में e ray और o ray की क्या क्या प्रॉपर्टीज है यह हमने अभी सीखा और अब हम आगे कुछ ऐसे यंत्रों के बारे में बात करेंगे जिनमें यह डबल रिफ्रैक्शन का इस्तेमाल होता है और कैसे इन यंत्रों को बनाया जाता है हम यह भी सीखेंगे कि इनको कैसे अपने प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जाए और इनके कुछ एप्लीकेशन को भी देखेंगे यह एक क्रिस्टल है यहां पर हमने एक क्रिस्टल कैल्साइट क्रिस्टल को लिया है हम यहां पर क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी ले सकते थे लेकिन हम अपनी संपूर्ण चर्चा कैल्साइट क्रिस्टल से करेंगे और दोनों के बारे में इसीलिए बात नहीं करेंगे ताकि हम किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति में ना पड़ें आप दूसरे क्रिस्टल का भी उदाहरण ले सकते हैं लेकिन हम हमेशा कैल्साइट क्रिस्टल से चर्चा करना को ही बेहतर समझते हैं कैल्साइट क्रिस्टल की विशेषता क्या है कैल्साइट क्रिस्टल के लिए o ray का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स e ray के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है हालांकि इन दोनों का मूल्य ऑप्टिक एक्सिस के लिए बराबर होते हैं और इनकी गति भी बराबर होती है हम यहां पर जो दिशा ले रहे हैं वह ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है जब वह ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर दिशा में तब O ray की गति e ray से कम है Refer Time 0803ऑप्टिक एक्सिस की दिशा में इन दोनों की गति बराबर होगी लेकिन ऑप्टिक एक्सिस की परपेंडिकुलर दिशा में यह दोनों की गति अलग अलग है O ray और e ray का स्वभाव ऑप्टिक एक्सिस के ऊपर निर्धारित है जैसे कि हमने यहां एक उदाहरण से देखा जिसमें हमने कैल्साइट क्रिस्टल लिया और यह उसकी ऑप्टिक एक्सिस है यह कोई रेखा नहीं बल्कि एक विशेष दिशा है तो जब भी हम ऑप्टिक एक्सिस को बनाएँगे तो बहुत सारी समानांतर बिंदु वाली रेखाओं से इसे प्रस्तुत करेंगे यह कोई एक रेखा नहीं बल्कि एक दिशा है यह कैल्साइट क्रिस्टल है तो यह इसकी धरातल है और इसकी ऑप्टिक्स एक्सिस इस तरह से होगी अब अगर अन्पोलराइज लाइट जिसमें दो पारस्परिक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट होते हैं वह लाइट जब इसकी धरातल पर परपेंडिकुलर ली पड़ेगी तो आप क्या आशा करते हैं की क्या होगा हमारा ऐसा मानना है कि वहां पर रिफ्रैक्शन होना चाहिए जैसे इंसीडेंट एंगल 0 है वैसे ही रिफ्रैक्टेड एंगल भी 0 होना चाहिए हां ऐसा ही होता है और हमें इस दिशा के लिए रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है और हम बता सकते हैं कि o ray सिग्मा पोलराइज्ड लाइट और इसके इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑप्टिक एक्सिस प्लेन ऑफ इंसिडेंट पर है इसीलिए o ray सिग्मा पोलराइज्ड लाइट है वह इंसिडेंट प्लेन के लिए परपेंडिकुलर होगी और इसके इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट की दिशा को हम बिंदु से दिखाएँगे यह स्नेल ला को भी मानेगी अब ऐसा दिख रहा है कि हमें एक और किरण मिल रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद हमें दो किरण मिल रही है जिनमें से एक ऑर्डिनरी है जो स्नेल ला को भी मानती है और दूसरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जिसे E ray भी कहते हैं अब इसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों कहते हैं यह सकते हैं कि शायद यह स्नेल ला को नहीं मानती है लेकिन ऐसा अनुमान गलत है और यह स्नेल ला को मानती है और लोगों को बाद में पता लगा कि ऐसा क्यों होता है उन्हें यह पता लगा कि दरअसल इन दोनों रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है और यह क्रिस्टल पर अधीन होता है एक साधारण क्रिस्टल या साधारण कांच में हमें सिर्फ यह एक ही किरण दिखाई देगी यह दो किरण आपको अलग अलग दिखाई देंगी यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने किस तरह से लाइट को इंसिडेंट किया है किस दिशा से वह ऑप्टिक एक्सिस के ऊपर पड़ रही है क्या वह परपेंडिकुलर है क्या वह इस तरह से गिर रही है यह सब क्रिस्टल की ऑप्टिक एक्सिस पर निर्भर है यह सब चीजें पहले से पता होनी चाहिए इसको एक जादू वाला क्रिस्टल भी कह सकते हैं क्योंकि इसके इस्तेमाल से इंसान को एक वस्तु की दो छवि देखने को मिलेंगी अगर आप इस क्रिस्टल को रोटेट करेंगे तो क्या होगा आप देखेंगे कि एक छवि तो स्थिर है और दूसरी छवि एक सर्कल में घूम रही है यह सर्कल रोटेशन की एक्सिस के हिसाब से घूम रहा है और जो छवि घूम रही है वह e ray के द्वारा बनी हुई है अगर आप इस अवस्था को मानें तो मैं आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि डबल रिफ्रैक्शन ऑप्टिक एक्सिस की दिशा क्रिस्टल की कटिंग और किस तरह से प्रकाश क्रिस्टल पर पड़ रहा है इन सभी पर भी निर्भर करता है अगर क्रिस्टल को इस तरह काटा जाए तो यह उसकी ऑप्टिक एक्सिस होगी और यह क्रिस्टल के सतह के परपेंडिकुलर जब अन्पोलराइज प्रकाश पड़ेगा तो उसका इंसीडेंट एंगल 0 होगा अब क्या होगा इस प्रकरण में हमें सिर्फ एक ही रिफ्रैक्टेड किरण 0 डिग्री पर मिलेगी दोनों ही प्रकरण में लाइट क्रिस्टल की सतह पर पड़ेगी और हम ऐसा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यह ऑप्टिक एक्सिस है इस तरह से इस क्रिस्टल की कटाई हुई है और इसमें ऑप्टिक एक्सिस कि इस तरह से मौजूदगी है ऑप्टिक एक्सिस की दिशा क्रिस्टल के धरातल के हिसाब से क्या है इस प्रकरण में O ray और e ray की गति और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समान है क्योंकि यह दोनों ऑप्टिक एक्सिस के साथ चल रही है और यह दोनों अलग अलग नहीं होंगी जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे स्नेल लाSnell's law का अनुसरण नहीं करती है लेकिन यह गलत है असल में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है यह क्यों अलग है मैं यह तो आपको नहीं बताऊंगा लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि इस प्रकरण में स्नेल लाSnell's law का उल्लंघन हो रहा है क्योंकि 0 इंसीडेंट एंगल पर 0 रिफ्रैक्टेड एंगल होना चाहिए लेकिन e ray के लिए हम ऐसा नहीं देख रहे हैं और इस प्रकरण के लिए आइसोटोपिक मीडियम की व्याख्या बदल जाएगी स्नेल लाSnell's law की परिभाषा के हिसाब से हम ऑप्टिक एक्सिस को रेफरेंस माने तो हम यह कह सकते हैं कि दोनों o ray और e ray स्नेल लाSnell's law के हिसाब से हैं और हम लिख सकते हैं कि o ray का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स sini sin r के बराबर है और इसी प्रकार से e ray का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी sini sin r के बराबर है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे भी स्नेल लॉ को मानती है लेकिन अगर हम आइसोट्रॉपिक मीडियम के संदर्भ में इसे देखते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे यह उसका उल्लंघन हो रहा है यहां पर कोई भी o ray और e ray के बीच कोई भी दूरी नहीं है और ना ही किसी प्रकार का कोई डबल रिफ्रैक्शन है लेकिन हमें यह डबल रिफ्रैक्शन दिखे या ना दिखे तब भी यह तो मौजूद है चाहे यह अलग ना हो पाए यह लाइट की दिशा ऑप्टिक एक्सिस के हिसाब से क्रिस्टल की कटिंग किस तरह से क्रिस्टल की कटिंग की गई और कटिंग से क्या ऑप्टिक एक्सिस की दिशा हो गई इन सभी कारक पर निर्भर करता है इस तरीके से हम डबल रिफ्रैक्शन देखेंगे इस प्रकरण में हम डबल रिफ्रैक्शन नहीं देख पाएंगे यह यहां पर उसी तरह से चलेगी जैसे कि एक मामूली कांच में चलती है जब हम आप ऑप्टिक एक्सिस देख पा रहे हैं तब एंगल को नॉर्मल के हिसाब से ले रहे थे उसे अब हम धरातल के नॉर्मल की जगह ऑप्टिक एक्सिस से ही लेंगे तो इस प्रकरण में यह हमारी ऑप्टिक एक्सिस है और ऑप्टिक एक्सिस के हिसाब से लिया हुआ इंसीडेंट एंगल e ray के लिए एंगल नॉर्मल से ना लेकर हम लोग उसको ऑप्टिक एक्सिस लेंगे और क्योंकि हमें पता है कि इस क्रिस्टल में e ray का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस दिशा में छोटा होता है तो अगर हम सरफेस के नॉर्मल को उसकी ऑप्टिक एक्सिस की दिशा से बदल दे तो अब जो हमें एंगल मिलेंगे जो कि इंसीडेंट एंगल है इस क्रिस्टल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा छोटा है ऑर्डिनरी रे के मुकाबले इसी वजह से जो भी एंगल ऑर्डिनरी रे बनाएगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे उससे ज्यादा बढ़ा एंगल बनाएगी क्योंकि ऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से ज्यादा होता है हमें यहां पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे के लिए ज्यादा बढ़ा एंगल मिलेगा और आप देख सकते होंगे कि यह एंगल ज्यादा बड़ा है इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और स्नेल लाSnell's law का पालन हो रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के केस में हम यह एंगल सरफेस के नॉर्मल से नहीं लेंगे बल्कि इसको ऑप्टिक एक्सिस की दिशा से प्राप्त करेंगे तो यही वजह है कि आमतौर से जब भी हम इसकी बात करते हैं तो यह कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे स्नेल लाSnell's law का पालन नहीं करती है यह एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे सरफेस के नॉर्मल से लिए हुए एंगल को ना मानकर ऑप्टिक एक्सिस से लिए हुए इंसीडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल को मानती है तो यह कहना सही होगा कि ऑप्टिक एक्सिस के साथ चलने पर यह अलग नहीं होंगी और दूसरा जब यह ऑप्टिक एक्सिस जोकि सरफेस के पैरेलल है जब लाइट की किरण इस पर परपेंडिकुलर ली पड़ेगी तो तब भी हम इन दोनों को अलग अलग नहीं देख पाएंगे और ऑर्डिनरी व एक्स्ट्राऑर्डिनरी अलग अलग नहीं होंगी हमें वहां पर दो इमेज नहीं दिखेगी और अगर दिखेंगी भी तो वह अवस्था पर आधारित होगा लेकिन जिस अवस्था में यह दोनों अच्छी तरह अलग होंगी और इस केस में दोनों किरणों का एक ही रास्ता होगा और नॉर्मल के हिसाब से 0 इंसीडेंट एंगल के लिए 0 रिफ्रैक्टेड एंगल होगा और हमें पता है कि ऑप्टिक एक्सिस की दिशा में होने पर दोनों की गति समान होगी लेकिन परपेंडिकुलर दिशा में इन दोनों की गति समान नहीं होगी क्योंकि इन दोनों का भिन्न भिन्न रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ऐसी अवस्था में हमें क्या देखने को मिलेगा कैल्साइट क्रिस्टल में O ray की गति e ray से कम होगी लेकिन क्वार्ट्ज क्रिस्टल में इसका विपरीत होगा यह o ray यहां पहुँचेगी और यह e ray यहां पर पहुँचेगी इंसिडेंट किरण के अंदर यह दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं लेकिन यहां पर इन दोनों के बीच में बाधा आ जाएगी हालांकि इस केस में ऐसा नहीं होगा और वह एक ही गति के साथ जाएंगी और इस दशा में यह दोनों अलग अलग गति से जाएंगी और इनके बीच में बाधा होगी इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है जिसकी मैं चर्चा करुंगा मैं इसे क्यों डिस्कस कर रहा हूं यह विषय एप्लीकेशन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है इसीलिए मैं बार बार क्रिस्टल की सरफेस के हिसाब से ऑप्टिक एक्सिस की दिशा और और उस धरातल पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा पर इतना जोर दे रहा हूं अगर क्रिस्टल को इस तरह कट किया जाए कि ऑप्टिक एक्सिस इस तरह से हो जाए जोकि बिंदु लाइन से दर्शाई जा रही है यह ऑप्टिक एक्सिस के ऊपर बनाया हुआ परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर के भी परपेंडिकुलर है अब इस केस में जब इंसीडेंट एंगल एक एंगल के साथ इस पर पड़ेगी तब आप देखेंगे कि वह लाइट इस प्लेन में जा रही है जिस प्लेन को प्लेन ऑफ इंसिडेंट कहते हैं या प्लेन ऑफ पेपर कहते हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद वह ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर दिशा में जाती है जिसमें दोनों o ray और e ray अलग हो जाते हैं क्योंकि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है यहां पर यह नॉर्मल है और हमें हमारी ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे अलग अलग मिल रही है और यह उनके एंगल हैं इससे हम उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पेशल के लिए निकाल सकते हैं इस कैल्साइट क्रिस्टल के लिए हम इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड एंगल मेजर करेंगे और स्नेल लॉ की मदद से बाकी सब कैलकुलेट करेंगे किस अवस्था में यह कहना सही होगा कि स्नेल लाSnell's law का पालन होगा और उससे हम क्वार्ट्ज या कैल्साइट क्रिस्टल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिक एक्सिस की परपेंडिकुलर दिशा में निकाल लेंगे इस तरह के कट को हम अपनी लेबोरेटरी में इस्तेमाल करेंगे और उससे यह डेमोंस्ट्रेट करेंगे कि कैसे कैल्साइट क्रिस्टल में o ray और e ray का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाए अब आगे बढ़ते हुए हम एक यंत्र का इस्तेमाल करेंगे जैसे प्रिज्म एक यंत्र है वैसे ही निकोल प्रिज्म एक ऑप्टिकल यंत्र है निकोल प्रिज्म दो कैल्साइट क्रिस्टल के प्रिज्म से बनता है और इन दोनों कैल्साइट प्रिज्म के बीच में केनेडा बालसम नामक सीमेंट लगा होता है जिससे हम इन दोनों को जोड़ते हैं जैसे दीवार बनाने के लिए ईटों को सीमेंट से जोड़ा जाता है और उस प्रक्रिया को सीमेंटइंग कहते हैं यह केनेडा बालसम भी एक सीमेंट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स e ray और o ray के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में होता है जैसे कि मैंने बताया की कैल्साइट क्रिस्टल के लिए o ray का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 16584 और e रे का 14864 होता है तो इस कनाडा बालसम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 155 है अब यह एक प्रिज्म है और यह दूसरा प्रिज्म है और यह दोनों आपस में कनाडा बालसम से इस तरह सीमेंटेड है इन दोनों प्रिज्म की ऑप्टिकल एक्सिस एक ही दिशा में है जैसे कि वे दोनों एक ही वस्तु हो अगर आप एक रैक्टेंगुलर लेंगे तो ऑप्टिक एक्सिस इस तरह से होगी और जब इसी दिशा में काटकर अलग करेंगे और उन्हें कनाडा बालसम से जोड़ देंगे तो एक निकोल प्रिज्म बन जाएगा यह निकोल प्रिज्म o ray और e ray को अलग करने के काम आता है और इसको पोलराइजर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे कि आप जानते हैं कि पोलराइजर का इस्तेमाल अन्पोलराइज ्लाइट को पोलराइज करने के लिए किया जाता है जब अन्पोलराइज ्लाइट इस यंत्र से गुजरेगी तो यह उसको पोलराइज कर देगा यह कैसे हुआ यह अब हमें समझ आ गया है यह सीट जो हम यहां पर प्रयोग कर रहे हैं यह एक तरह का निकोल प्रिज्म है जिसे पोलराइजर के तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है यहां क्या होगा इस यंत्र में O ray के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और कनाडा बालसम के लिए कम इसका मतलब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है अब यहां पर ऐसा एंगल से o ray पड़ेगी की हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा और वह पूरी तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगी जबकि e ray कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ जा रही है e ray के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 148 है जोकि 15 से कम है इसका मतलब वह रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है जो कि नॉर्मल रिफ्रैक्शन जैसा है इसीलिए इस का रिफ्रैक्शन हो जाएगा और यह पास कर जाएगी तो इस धरातल से आपको o ray मिलेगी और यहां से आपको e ray मिलेगी आप इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं कि दोनों तरह की लाइट को इनकी धरातल से पकड़ सके क्योंकि इंसीडेंट एंगल अन्पोलराइज है और बाहर हमें पोलाराइज लाइट मिल रही है यह o ray या फिर e ray मैं से कोई एक हो सकती है निकोल प्रिज्म का इस्तेमाल इन दोनों को अलग करने के लिए और लाइट को पोलराइज करने के लिए किया जाता है उसके बाद एक दूसरे उपयोग मैं आने वाले प्रिज्म जिसे रोचन प्रिज्म कहते हैं यह भी कैल्साइट का बना हुआ होता है और इसमें भी 2 हिस्से होते हैं इस प्रकरण में इस भाग की ऑप्टिकल एक्सिस इस दिशा में है और दूसरे भाग की दूसरी दिशा में है इसका मतलब दोनों भाग कि ऑप्टिकल एक्सिस अलग अलग दिशाओं में है इस हिस्से की ऑप्टिकल एक्सिस की दिशा यह है और दूसरे भाग की ऑप्टिकल एक्सिस की दिशा पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है अब ऐसे में क्या होगा अगर प्रिज्म की बनावट ऐसी है तो जब अन्पोलराइज ् लाइट इस पर पड़ेगी तो ऑप्टिकल एक्सिस पास होते हुए यह दोनों अलग नहीं होगी ऐसा हमने देखा है जब वह दूसरे हिस्से में प्रवेश करेगी तो वह ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रही है अब हमें यहां पर दोनों e ray और o ray मिलेंगे o ray की गति और उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सामान रहेगी और वह सीधा क्रिस्टल से परपेंडिकुलर ली बाहर निकल जाएगी लेकिन e ray का रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिक एक्सिस की दिशा में और उसकी परपेंडिकुलर दिशा में अलग अलग है इसलिए यह इस दिशा में रिफ्रैक्ट कर जाएगी जैसे कि हमें पता है कि रोचन प्रिज्म का इस्तेमाल e ray और o ray को अलग करने के लिए किया जाता है और यहां तो यह दूरी बहुत ज्यादा है तो इस तरह हम लाइट को पोलराइज करके सिर्फ एक प्रकार की लाइट को प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों तरह की लाइट के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है यहां हम देखते हैं की यह बिंदु वाली किरण को सिगमा पोलराइज लाइट दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसे ऑर्डिनरी रे कहते हैं लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है क्योंकि इस क्रिस्टल में ऑप्टिक एक्सिस कि यह दिशा है इसीलिए यहां पर सिग्मा पोलराइज्ड है यह e ray बायपोलराइज्ड नहीं है क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल है और o ray के लिए यह परपेंडिकुलर है इसलिए हमें यहां पर यह थोड़ा अलग दिख रहा है ऐसा ही मिलता हुआ केस तब होगा जब दोनों ऑप्टिक एक्सिस आपस में म्युचुअली परपेंडिकुलर होंगी इस अवस्था में यह एक ऑप्टिक एक्सिस है और यह दूसरी ऑप्टिक एक्सिस है ऐसा होता है कि यहां पर उसी तरह हमें वही सब देखने को मिलेगा जो ऑप्टिक एक्सिस के अलग है और इस ऑप्टिक एक्सिस की दिशा में हम o ray का पोलराइजेशन देख सकते हैं यह सिग्मा पोलराइज्ड है और इसके इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है क्योंकि ऑप्टिक एक्सिस भी पेपर के प्लेन में है और इस अवस्था में e ray प्लेन ऑफ इंसिडेंट में है इस तरीके से o ray और e ray दोनों ऑप्टिक एक्सिस की दिशा की वजह से विपरीत है O ray सिग्मा पोलराइज्ड है और इस अवस्था में इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है E ray बाइपोलराइज्ड है और इसके इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल है इस तरीके से हम सिग्मा पोलराइज्ड और बाइपोलराइज्ड को समझते हैं इसके बाद दूसरे तरह का प्रिज्म है जिसे कहते हैं बोलासटर्न प्रिज्म इस विषय में भी हम दो अलग अलग भाग लेंगे जिन में से एक की ऑप्टिक एक्सिस पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर और दूसरे हाफ की ऑप्टिक एक्सिस की दिशा यह होगी अन्पोलराइज लाइट इस पर पड़ेगी तो वह ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जाएगी ना कि उसके पैरेलल तब क्या होगा आप ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर o ray की गति अलग होती है जिसकी वजह से बाधा पड़ती है जैसे कि मैंने बताया जब इस सरफेस के पैरेलल यह पड़ती है तो यह दोनों एक दिशा में साथ चलती हैं लेकिन अलग अलग होती हैं जिसमें से e ray की गति o ray से ज्यादा होती है अब जब यह है दूसरे हिस्से में जाती है जहां पर ऑप्टिक एक्सिस पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है ऐसी अवस्था में ऑप्टिक एक्सिस की परपेंडिकुलर दिशा में जा रही है अब इसकी वजह से क्या होगा की o ray इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट जब प्रवेश करेंगे तो वह ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे और जो ऑप्टिक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे वह e ray और परपेंडिकुलर कंप्लेंट ओ रे बनाएँगे अब क्या होगा कि दूसरे हिस्से में o ray e ray बन जाएगी और e ray o ray बन जाएगी ऐसा क्यों हुआ O ray और e ray के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स परपेंडिकुलर दिशा में अलग अलग होते हैं और यह है दूसरे हिस्से में आते ही बदल जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएंगे और आपको इस टाइप का रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा यहां पर और भी ज्यादा सेपरेटेड है रोचन प्रिज्म के कंपैरिजन में बहुत अच्छी तरह से सेपरेटेड है तो यह था बोलासटर्न प्रिज्म यह प्रयोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है वैसे तो हम हमेशा कैल्साइट क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसको क्वार्ट्ज क्रिस्टल से भी बनाया जा सकता है इस के दूसरा पहलू के बारे में मैं आपसे बात करुंगा जिसे रिटार्डर कहते हैं हमने क्या देखा हमने देखा कि जब इस क्रिस्टल के ऊपर लाइट पड़ती है अनपोलराइज्ड लाइट और जब आप टेकैक्सिस सरफेस के पैर लाल होती है तब लाइट के इस दिशा में आगे जाने पर e ray की गति बढ़ जाती है और e ray o ray से तेज चलती है जब यह क्रिस्टल के बाहर आती है तो e ray की गति ज्यादा होती है और वह पहले बाहर आती है और o ray एक रिटारडेड रे है हालांकि यह एक ही दिशा में जा रही है तब भी e ray की गति o ray से ज्यादा है क्योंकि इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है यहां पर बाधा की वजह से एक फेज जाएगा क्योंकि इंसीडेंट होते वक्त वह एक ही समय पर जा रही है लेकिन क्रिस्टल के बाहर आते वक्त अलग अलग समय पर बाहर आ रही है जिसकी वजह से फेज आ गया है यहां पर e ray और o ray के बीच कुछ पाथ डिफरेंस होगा मतलब फेज डिफरेंस होगा जबकि वह एक ही दिशा में चल रही हैं इन प्लेट को रिकॉर्डर कहते हैं क्या पाथ डिफरेंस होगा अगर इसकी चौड़ाई d है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स o ray और e ray के लिए n 0 n e है तो इनका ऑप्टिकल पाथ n 0 d और n e d होगा और इन दोनों के बीच का डिफरेंस इस तरह होगा no ne या फिर ne no के बराबर होगा इन दोनों में से कौन सा होगा इस बात पर आधारित है कि इन दोनों में से किसकी वेल्यू ज्यादा है इसको पाथ डिफरेंस कहते हैं जोकि o ray और e ray के बीच में है फेज डिफरेंस निकालने के लिए हम इसे दो पाई बाय लैमडा से गुना कर देंगे पाथ डिफरेंस और कुछ नहीं d के बराबर है कैल्साइट क्रिस्टल के लिए n 0 और ne की वेल्यू स्थिर है और इस पाथ डिफरेंस को बदलने के लिए आपको क्रिस्टल की चौड़ाई को ही बदलना होगा क्रिस्टल की चौड़ाई को इस तरह रखेंगे कि वहां पर आने वाला फेज 𝚷2 हो इसका मतलब पाथ डिफरेंस ƛ4 है और इसको क्वार्टर वेव प्लेट कहते हैं क्रिस्टल की थिकनेस को इस तरह रखेंगे कि वहां पर आने वाला फेज 𝚷 हो इसका मतलब पाथ डिफरेंस ƛ2 है और इसको हाफ वेव प्लेट कहते हैं अगर थिकनेस ƛ के बराबर हो तो उसे फुल वेव प्लेट कहते हैं इन प्लेट को हम लेबोरेटरी में पोलराइजेशन स्टेट बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं जब इन से बाहर आती है आप इन प्लेट से लीनियर एलिप्टिकल और सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट जरूरी फेज डिफरेंस डालकर बना सकते हैं यह पाठ डिफरेंस या फेज डिफरेंस और e ray and o ray का एंप्लीट्यूड यह तय करता है कि आपको किस तरह की पोलराइज्ड लाइट मिलेगी फिर आप यहां पर फेज डिफरेंस लाना चाहते हैं तो आपको वेव प्लेट क्वार्टर वेव प्लेट रिटारडेड वेव प्लेट या वेरिएबल वेव प्लेट का इस्तेमाल करना होगा जिसे हम बेबीनेट कंपनसेटर भी कहते हैं इसकी मदद से आप बार बार पाथ डिफरेंस को बदल सकते हैं और इस यंत्र को बेबिनेट कंपनसेटर कहते हैं मैं यही रुकता हूं आप सबकी रुचि के लिए धन्यवाद